चार्ज वितरण की एनर्जी I हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार चार्ज अथवा चार्ज वितरण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को उत्पन्न करता है और उसकी किस प्रकार गणना करते हैं अगले दो या तीन व्याख्यान में हम इस पर ध्यान देंगे कि निकाय की एनर्जी पर क्या प्रभाव होगा यदि हम एक चार्जेस का समूह अथवा चार्ज वितरण का समूह लेते हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी और वर्क पर काम करने जा रहे हैं आइए सबसे सरल उदाहरण से शुरू करते हैं माना कि यदि मेरे पास एक पॉइंट चार्जQ1 है और मैं एक और पॉइंट चार्ज Q2 को r12 दूरी पर लाता हूँ तब पोटेंशियल की परिभाषा के अनुसार ऐसा करने में किया गया कार्य r12 दूरी पर चार्ज Q1 और Q2 के कारण पोटेंशियल के बराबर होगा और यह होगा 140Q1Q2r12 आप देखते हैं कि यह Q1 और Q2 में समरूपता है किया गया कार्यVQ1r12Q214π0Q1Q2r12VQ2r12Q1 इसलिए इसको इस प्रकार भी बोला जा सकता है कि यह चार्ज Q1 को चार्ज Q2 से r12 दूरी पर ले जाने में किया गया कार्य है अथवा Q1 को Q2 के पोटेंशियल में Q2 से r12 की दूरी पर लाने में किया गया वर्क है अब हम जिस चीज में रुचि रखते हैं वह यह है कि क्या होता है जब मैं कई चार्जेस को एक साथ लाता हूं और अंत में इस प्रकार हम एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर जाते हैं तो यह चार्ज डेंसिटी⍴ द्वारा व्यक्त किया जाता है अब इस कार्य का क्या महत्व है और यह किस प्रकार की ऊर्जा है चूंकि यह चार्जेस की स्थिति के कारण ऊर्जा है अतः यह पोटेंशियल है और इसका महत्व यह है कि यह वह कार्य है जो हमने इन चार्जेस को समूह को लाने में किया है किया गया कार्यVQ1r12Q214π0Q1Q2r12VQ2r12Q1 और इसलिए यदि मैं Q1 और Q2 को स्वयं छोड़ दूं यदि वे समान चार्जेस हैं तो वे एक दूसरे को रीपेल् करते हैं और यह दूर होने लगते है आखिरकार अनंत दूरी तक पहुँचने पर मान लें कि अनंत पर चार्जेस की गति v1 और v2 है और यदि पहले चार्ज का द्रव्यमान m1 तथा दूसरे चार्ज का द्रव्यमान m2 है तो कुल गतिज ऊर्जा 12m1v1212m2v22 इस प्रारंभिक ऊर्जा के बराबर होगा जो हमने कहा था कि चार्ज वितरण में है और इसलिए यह 140Q1Q2r12 के बराबर होगा हम किस प्रकार की ऊर्जा की बात कर रहे हैं मान लीजिए कि Q1 माइक्रो कूलम्ब की कोटि का है Q2 भी माइक्रो कूलम्ब की कोटि का है तो हम जिस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वह 10 129109 को दूरी से विभाजित करने पर प्राप्त होगी यदि चार्जेस की बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो यह 10 1 के क्रम का होगा यह वह ऊर्जा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अर्थात यदि यह माइक्रो कूलम्ब है तो ऊर्जा लगभग 1 जूल के क्रम की होती है यदि वे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हों कल्पना कीजिए क्या होगा यदि वे 1 कूलम्ब होते तो ऊर्जा 109 तक जाती हम पहले से ही देख सकते हैं कि 1 कूलम्ब बहुत अधिक है और इसके लिए बहुत सारे चार्जेस होने चाहिए इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है जब कई चार्जQ1 Q2 Q3 आदि होते हैं आइए हम उन्हें एक एक करके इकट्ठा करें तो मेरे पास चार्जQ1 है आइए Q2 को Q1 से r12 की दूरी पर लाते हैं और इसके लिए किया गया कार्य होगा 140Q1Q2r12 होगा मैं अब चार्जQ3 को लाता हूं माना कि चार्जQ3 की Q1 से दूरी r13 तथा Q2 से दूरी r23 है मुझे इस चार्जQ3 को लाने में Q1 और Q2 द्वारा प्रदान किए गए फोर्स के विरुद्ध कार्य करना होगा और इसलिए एनर्जी इन दो चार्जेस के कारण संभावित एनर्जी का योग होने जा रही है इसलिए मुझे एक अतिरिक्त पद मिलने जा रहा है जोकि Q1 के कारण Q3 की पोटेंशियल होगी ध्यान दें कि यह सबकुछ सुपर पोजिशन के सिद्धांत का उपयोग कर प्राप्त हो रहा है हम इसे यहां केवल जोड़ते जा रहे हैं तो यह होगा 140Q1Q3r13140Q2Q3r23

इसके बाद हम Q4 को अंदर लेकर आते हैं यह अब इन तीन चार्जेस के पोटेंशियल में आएगा तो अब यहां तीन पद जुड़ेंगे इसलिए यह होगा 140Q1Q4r14140Q2Q4r24140Q3Q4r34 और फिर इस प्रकार आगे के पदों को मैं जोड़ना जारी रख सकता हूं यदि आप इस व्यवस्था को देखते हैं तो आप देखेंगे कि मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं यदि मेरे पास चार्ज Q1 है और यदि मैं चार्जेस लाता हूं तो इसको लिखा जा सकता है j2NQ1Qj और हां इसके आगे 140 भी आएगा तो ये पद हैं मैं उन्हें यहां इंगित करता हूं और उनमें एक की उपस्थिति के द्वारा यह पद आया हुआ है इसी प्रकार Q2 Q3 Q4 आदि के द्वारा भी लिखा जा सकता है इसके बाद इन चार्जेस को लाने में मैंने Q2 के कारण पोटेंशियल के विरुद्ध भी काम किया है तो यह j3NQ2Qjहोगा क्योंकि हमने पहले ही Q1 तथा Q2 के बीच हुए इंटरेक्शन को ले लिया है और इसीलिए J 3 से N के बराबर होगा तो यहां पर r1j तथा अगला पद r2j से विभाजित है इसके बाद मैं इन सभी चार्जेस को चार्जQ3 की उपस्थिति में लाने के कारण पोटेंशियल की गणना करूँगा इसलिए मेरे पास Q3Qjपद होगा हालाँकि ध्यान दें कि मैंने पहले ही इस पद में Q1 Q3 और दूसरे पद में Q2 Q3 की गणना कर ली है है और इसलिए यहां पर J 4 से N तक होगा साथ ही यह विभाजित होगा r3j के द्वारा और इसी प्रकार आगे भी यह रेड कलर के द्वारा लिखा हुआ अंतिम पद यहां पर लिखे हुए इस पद के द्वारा लिया गया है जबकि यह पद पहले से ही द्वितीय पद के द्वारा लिया जा चुका है और इसी तरह आगे का भी होगा इसलिए सामान्य तौर पर जब मेरे पास चार्जेस का एक संयोजन होता है जब मेरे पास N चार्जेस होते हैं और क्योंकि हम एक दूसरे चार्जकी उपस्थिति में j से कार्य करने जा रहे हैं जोकि i से अधिक होगा तथा N तक होगा और इसीलिए पोटेंशियल को लिखा जा सकता है V14π0i1 NjiNQiQjrij मैं चाहता हूं कि आप इसका विस्तार करें और देखें कि यह सेट है जिसे आप पहले भी प्राप्त कर चुके हैं मैं इसे 14π012i1 NjiNQiQjrij के रूप में भी लिख सकता हूं इसका मतलब है मैं अब j को न केवल i से N तक बल्कि सभी j के लिए अनुमति दे रहा हूं इसलिए मैं प्रत्येक QiQj की दोहरी गणना करूंगा इसलिए मैं इसे यहां ½ से विभाजित करता हूं अभी भी मैं i j के बराबर i≠j नहीं रख रहा हूँ तो यह चार्जेस के संयोजन की ऊर्जा का व्यंजक है तो चलिए इसे फिर से लिखते हैं मुझे सावधान रहना चाहिए मैं इसे V के रूप में नहीं बल्कि W के रूप में लिखता हूं जो कि किया गया कार्य है तो चार्जेस के इस संयोजन की ऊर्जा इन सभी चार्जेस को एक साथ लाने में किए गए कार्य के बराबर है जो कि दी जा सकती है यह वह ऊर्जा है जो दो आवेशों के संयोजन में होती है EW14π0i1 NjiNQiQjrij14π012i1 Nji i≠j NQiQjrij यह वह ऊर्जा है जो दो चार्जेस के संयोजन में होती है आइए अब देखें कि जब मैं वितरण में जाता हूं तो क्या होता है इसका मतलब है अगर मेरे पास चार्ज वितरण है मैं इस चार्ज वितरण के बारे में सोच सकता हूं जैसे कि इस वॉल्यूम में रेड कलर के द्वारा दिखाया गया कहीं कोई चार्ज है और यहां इसी वॉल्यूम में ब्लू कलर से दिखाया गया दूसरा चार्जहै और बीच में एक इंटरेक्शन होता है माना कि रेड कलर के द्वारा प्रदर्शित चार्जकी स्थिति r के द्वारा तथा ब्लू कलर के चार्जकी स्थिति r' के द्वारा व्यक्त की जा सकती है और तब उनके बीच की दूरी r r हो जाएगी फिर इन दोनों के बीच इंटरेक्शन एनर्जीहोगी r दूरी पर चार्ज डेंसिटी और साथ में गुणनफल होगा स्मॉल वॉल्यूम dv का तथा r' दूरी पर चार्ज डेंसिटी और साथ में गुणनफल होगा स्मॉल वॉल्यूम dv' जोकि विभाजित होगा r rके द्वारा अर्थात rdvρrdv r r और फिर जब हम इसका 14π0के द्वारा गुणनफल के बाद v से v' तक समाकलन करते हैं तो इसका मतलब है कि मैं इन सभी चार्ज गुणनफल को आपस जोड़ रहा हूं और इसलिए मुझे यहां ½ से विभाजित करना चाहिए जैसे हमने एक चार्ज Qi और Qj की गणना में किया था इसलिए यदि ऊर्जा के लिए अंतिम व्यंजक होगा E14π012∬dVdVrρr r r आप पूछ सकते हैं कि i ≠ j टर्म का क्या हुआ हम यहां ये सभी वॉल्यूम जो ले रहे हैं अर्थात ब्लू वॉल्यूम या रेड वॉल्यूम वह इनफिनिटिमल स्माल है और इसलिए जब मैं dvऔर r dvके साथ गुणा करता हूं तो यह इनफिनिटिमल रूप से बहुत बहुत छोटा हो जाता है इस अर्थ में जब dvr dv को r r से विभाजित किया गया है और इसलिए यह शून्य की तरफ अग्रसारित है और इसीलिए पिछले Qi के व्यंजक की भांति जहां पर हमने i ≠ jलिया था जैसी सेल्फ एनर्जी की कोई समस्या नहीं है तो जब आपके पास बहुत छोटी आयतन का माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक रूप में सतत वितरण होता है तो यह गुणनफल शून्य हो जाता है तो कोई समस्या नहीं है यह शून्य रहता है और सेल्फ इंटरेक्शन की भी कोई समस्या नहीं रहती है तो अंत में हम E का मान चार्ज वितरण के लिए लिख सकते हैं E14π012∬dVdVrρr r r अगले व्याख्यान में हम कुछ वितरण की ऊर्जा के कुछ उदाहरणों को हल करने जा रहे हैं